सभी को नमस्कार हम हीट एक्सचेंजर्स पर चर्चा कर रहे थे हीट एक्सचेंजर्स बहुत उपयोगी उपकरण हैं और उन्हें ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट गर्मी वसूली में काफी महत्व मिला है हमने देखा है कि हीट एक्सचेंजर विश्लेषण के दो तरीके हैं जो LMTD और सुधार कारक विधि या एफ एलएमटीडी विधि एवं प्रभावशीलता NTU विधि है वास्तव में अन्य विधियां भी हैं लेकिन इन दो विधियों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि इन विधियों या एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग किस प्रकार की समस्या में किया जाना है और हमें पता चला है कि प्रभावशीलता एनटीयू विधि अधिक बहुमुखी है कई मामलों में अगर हम प्रभावशीलता एनटीयू पद्धति लागू करते हैं तो पुनरावृत्तियों की संख्या से बचा जा सकता है लेकिन कुछ समस्याएं हैं विशिष्ट समस्याएं हैं जहां एफ एलएमटीडी विधि या एलएमटीडी बहुत जल्दी समाधान देता है अब प्रभावशीलता और NTU वे पैरामीटर हैं जो हमें हीट एक्सचेंजर के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं जैसा कि मैंने बताया है कि एनटीयू हमें हीट एक्सचेंजर की मात्रा के बारे में कुछ विचार देता है मान लीजिए कि हमें हीट एक्सचेंजर की एक विशेष श्रेणी का हम अभ्यास कर रहे हैं उदाहरण के लिए वाष्प शक्ति केंद्र में इस्तेमाल होने वाले दो तीन प्रकार के सतह संघनन कर्ता हैं उनमें से प्रत्येक का एनटीयू मान मिला है फिर हम उनकी तुलना कर सकते हैं और आमतौर पर एनटीयू हीट एक्सचेंजर में उपलब्ध ताप स्थानांतरण क्षेत्र की मात्रा के बारे में एक अंदाजा देता है फिर से कोई देख सकता है कि यह हीट एक्सचेंजर के भीतर एक विशेष तरल पदार्थ का निवास समय है इससे हम हीट एक्सचेंजर की विशेषता के बारे में कुछ जानकारी मिलती हैं विशिष्ट हीट एक्सचेंजर के लिए एनटीयू और प्रभावशीलता के लिए कुछ मान हैं क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित हैं तो एक विशिष्ट हीट एक्सचेंजर के लिए या हीट एक्सचेंजर के एक वर्ग के लिए हम एनटीयू के लिए और प्रभावशीलता के लिए मूल्य की एक श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम अब इस विशेष स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप गाड़ी का रेडिएटर देखते हैं इसमें 05 की सीमा का NTU और 40 के क्रम की प्रभावशीलता होगी यह इस तरह 40 50 हो सकता है वाष्प शक्ति केंद्र में सतह संघनन कर्ता में NTU का मान 1 के क्रम का होगा और प्रभावशीलता 63 के क्रम की होगी इसका मतलब है कि यह 70 तक या 60 से थोड़ा नीचे भी हो सकता है तो इस सीमा में यह बदलता रहेगा एक औद्योगिक गैस टरबाइन के पुनर्योजी का NTU काफी उच्च होता है लगभग 10 के बराबर और प्रभावशीलता भी 90 तक होती है स्टर्लिंग इंजन के पुनर्योजी का एनटीयू 50 है और प्रभावशीलता 98 है आईएनजी संयंत्र के पुनर्योजी का एनटीयू 200 है और प्रभावशीलता 99 है इसलिए हम देखते हैं कि एनटीयू के साथ प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है लेकिन वृद्धि की दर उतनी अधिक नहीं होगी जितनी हम एनटीयू के मूल्य में वृद्धि करते हैं तो फिर से इस स्लाइड से हम देख सकते हैं जबकि स्टर्लिंग इंजन के एक पुनर्योजी के लिए NTU 50 और प्रभावशीलता 90 है इसलिए 99 में केवल 1 वृद्धि के लिए NTU को 200 तक बढ़ाया जाना चाहिए इसलिए यह एक प्रकार का घातीय व्यवहार है और आप जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन किए बिना प्रभावशीलता का एक सैद्धांतिक मूल्य एक हो सकता है प्रभावशीलता 100 तक पहुंचाने के लिए हमें एनटीयू अनंत के क्रम का चाहिए इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंजर अनंत रूप से बड़ा होना चाहिए या ताप हस्तांतरण का क्षेत्र अनंत मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए तो इसके साथ हम एक उदाहरण लेते हैं जहां हमें पता चलता है कि हीट एक्सचेंजर के विश्लेषण के लिए LMTD और प्रभावशीलता NTU विधि का उपयोग कैसे करें हम एक साधारण समस्या और केवल एक समस्या लेंगे लेकिन हम इसे उन दोनों तरीकों से हल करने की कोशिश करेंगे जो LMTD विधि और प्रभावशीलता NTU विधि है हमारे द्वारा चुनी गई समस्या बेकार गर्मी वसूली से प्रासंगिक हो सकती है चलिए हम इस समस्या को देखते हैं जिससे एक दो विषय स्पष्ट हो जाएंगे यह शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर है पानी 21 oC पर 14 kg s की दर से प्रवेश करता है आइए हम कुछ खास बातें जानते हैं 1 2 शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब है कि शेल पक्ष में एक पास है और ट्यूब पक्ष में दो पास हैं इसका मतलब है कि ट्यूब की ओर का तरल पदार्थ शेल की लंबाई से दो गुना अधिक होता है क्योंकि यह शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर TEMA E शेल से बाहर जाता है जाहिर है आप समझ सकते हैं कि ई किसी विशेष प्रकार के हीट एक्सचेंजर के नाम को दर्शाता है और टेमा ट्यूब हीट एक्सचेंजर निर्माता संघ के लिए एक प्रकार का नामकरण है तो यह हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर के विनिर्देश हीट एक्सचेंजर के डिजाइन आदि के लिए विभिन्न प्रकार के कोड और मानक रखने के लिए एक निकाय है फिर पानी का प्रवेश तापमान हम जानते हैं और हम जानते हैं कि पानी के बहाव की गति क्या है इंजन तेल नलिकाओ के माध्यम से 1 kgs की प्रवाह दर से बहता है तेल का प्रवेश और निकास का तापमान 150oC और 90o C क्रमशः है इसलिए इंजन तेल को ठंडा किया जाना चाहिए मैंने बताया है कि यह अपशिष्ट गर्मी वसूली के क्षेत्र से एक उदाहरण हो सकता है तो इंजन तेल जो गर्म हो जाता है उसे जब हम ठंडा कर रहे हैं तो इससे शायद हम निश्चित मात्रा में तापीय ऊर्जा निकाल सकते हैं और कुछ विशिष्ट आवश्यकता हो सकती है जहां इस इंजन तेल को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाए गए पानी जो कि गर्म हो चुका है वह प्रयोग कर सकते हैं एलएमटीडी या एमटीडी विधि और प्रभावशीलता एनटीयू विधियों दोनों द्वारा एक्सचेंजर के सतह क्षेत्र का निर्धारण करें यदि यू U के बराबर है तो U कुल ऊष्मा अन्तरण गुणांक जो 225 W m2 है पानी और तेल की विशिष्ट गर्मी क्रमशः 419 और 167 J g K है तो द्रव प्रवाह दर दी है द्रव विशिष्ट गर्मी की हमें आवश्यकता है तो यह भी दिया जाता है और गर्म तरल पदार्थ का प्रवेश एवं निकास तापमान भी दिया जाता है और ठंडे तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान भी दिया जाता है तो हमें इस शीतलन उद्देश्य के लिए आवश्यक क्षेत्र की गणना करना होगी अगला आरेख आपको 1 2 ई प्रकार के शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर का योजनाबद्ध रूप दिखाता है तो आप देख सकते हैं कि ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ हीट एक्सचेंजर की कुल लंबाई को 2 बार बहकर पूरा करता है तो इसे 2 पास मिले हैं यह पहला पास है यह दूसरा पास है जबकि शेल पक्ष का तरल पदार्थ को केवल एक पास मिलता है इसने केवल एक बार हीट एक्सचेंजर की लंबाई को बहकर पूरा किया है तो पानी 21oC पर प्रवेश करता है यह शेल पक्ष का तरल पदार्थ है और द्रव्यमान प्रवाह दर 14 kg s में यह प्रवेश करता है एस शेल पक्ष है पानी का प्रवेश एवं निकास तापमान ज्ञात नहीं है तो उस के माध्यम से ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ 150 oC पर प्रवेश कर रहा है और 90 oC पर बाहर जा रहा है फिर ट्यूब पक्ष के तरल पदार्थ का Cp 167 J g K और शेल पक्ष के तरल पदार्थ का Cp 419 J g K और U है जो कि कुल ऊष्मा अंतरण गुणांक है वह 225 W m2K है तो इस डेटा के साथ अगर हम इस ऊष्मा हस्तांतरण के लिए आवश्यक सतह क्षेत्र का निर्धारण करना चाहते हैं तो हमें शेल तरल पदार्थ जो कि पानी है उसके लिए और ट्यूब तरल पदार्थ जो कि तेल है ताप क्षमता दर मिलती है तो Cs ताप क्षमता दर ̇Cps की मदद से प्राप्त होती है तो दिए गए आंकड़ों के साथ हमें 5866W K और Ct प्राप्त होता है जो कि ट्यूबों की ऊष्मा क्षमता दर है दिए हुए आंकड़ों के मदद से साइड तरल पदार्थ की ̇Cp टी और 670 W K मिलता है आप देख सकते हैं कि हम तेल प्रवेश एवं निकास तापमान पता है तो हम गणना कर सकते हैं कि एंथैल्पी में क्या परिवर्तन है और विशिष्ट गर्मी और द्रव्यमान प्रवाह दर के संदर्भ में हम प्राप्त कर सकते हैं कि तेल से गर्मी हस्तांतरण क्या है तो यह 1002 किलोवाट है आप पानी की ओर देखते हैं तो हम निकास तापमान को नहीं जानते हैं इसलिए पानी के पक्ष के लिए निकास तापमान हम निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि अब गर्मी हस्तांतरण की कुल मात्रा की गणना की गई है और हम ऊर्जा संतुलन के लिए सरल सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ हम निकास पानी का तापमान 381oC प्राप्त कर सकते हैं तो पानी 21 oC पर प्रवेश करता है और 381 oC पर निकलता है इसलिए आप देखते हैं कि हमें हीट एक्सचेंजर्स के चार तापमान मिले हैं तो 150oC पर तेल प्रवेश करता है यह 90oC पर बाहर जाता है 21oC पर पानी प्रवेश करता है और 381oC पर बाहर जाता है एक साधारण योजनाबद्ध आरेख में हमने दिखाया है कि यह एक विपरीत बहाव की व्यवस्था है लेकिन यह इतना सरल नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ दो पास से गुजरता है तो यह केवल इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी लेकिन योजनाबद्ध आरेख से हमने दिखाया है कि यह इस तरह की व्यवस्था है ∆T1 जो कि 150oC 381oC होगा मुझे इस आरेख पर वापस जाने दो तो हम एक बार फिर से चार तापमान देखते हैं 150oC जो कि तेल का प्रवेश तापमान है और यह पानी का निकास तापमान 381oC है और तेल का निकास तापमान 90oC है पानी का प्रवेश तापमान 21oC है इसलिए इन चार आंकड़ों के साथ इसलिए हम T1 T2 को कैसे परिभाषित करते हैं इसलिए तेल 150 oC पर प्रवेश कर रहा है और पानी 381 oC पर बाहर जा रहा है मान लीजिए कि हम किसी प्रकार के विपरीत बहाव की व्यवस्था करते हैं तो हम ले सकते हैं यह हमारा ∆T1 है इसी तरह हम ∆T2 प्राप्त कर सकते हैं जो कि 91oC 21oC के बराबर है यह तेल का निकास तापमान है और यह पानी का प्रवेश तापमान है तो ∆T1 और ∆T2 हमें मिला है हम मान रहे हैं कि यह विपरीत प्रवाह व्यवस्था में है तो इन दो मूल्यों के साथ हम ∆Tlm or एलएमटीडी प्राप्त कर सकते हैं हम इसे सूत्र के रूप में बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं और फिर वहाँ से ∆Tlm हमें 8874 oC मिलता है लेकिन जैसा कि मैंने बताया है हालांकि यह किसी प्रकार के विपरीत प्रवाह व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है हमने यही मानकर यह गणना की है लेकिन हीट एक्सचेंजर विपरीत प्रवाह हीट एक्सचेंजर नहीं है इसलिए LMTD के साथ हमें किसी प्रकार के सुधार कारक का उपयोग करना होगा यदि हम LMTD का उपयोग करते हैं जिसे हमने विपरीत वर्तमान प्रवाह व्यवस्था मानकर गणना की है तो हमें कुछ प्रकार के सुधार कारक का भी उपयोग करना होगा आमतौर पर ये सुधार कारक किसी प्रकार के चार्ट या ग्राफ से प्राप्त किए जाते हैं हमें दो मूल्यों की आवश्यकता है एक P1 है पी1 इस तरह के सूत्र द्वारा दिया जाता है और फिर आप यह देखते हैं कि यह वास्तविक गर्मी हस्तांतरण का प्रतिनिधि है और यह गर्मी हस्तांतरण की अधिकतम मात्रा का प्रतिनिधि है जो हम इन चार तापमान द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और P1 तापमानों 04651 निकल कर आता है फिर R1 हम गर्मी क्षमता दर के अनुपात से प्राप्त कर सकते हैं यह Cmin है और यह Cmax है यह तापमान के संदर्भ में भी प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यदि हम R1 गणना करते हैं तो हमें 02847 की मात्रा मिलती हैं इसलिए पी और आर की हमने दी हुई समस्या के लिए गणना की है एक बार जब हम हीट एक्सचेंजर के चार तापमान जानते हैं और एक बार हम दो द्रव धाराओं की गर्मी क्षमता दर जानते हैं तो यह आसानी से गणना की जा सकती है और मैंने इस विशेष समस्या के लिए इसकी गणना करने का तरीका बताया है फिर आप देखते हैं कि हमें इस तरह P1 मिला है और ये वक्र R1 के विभिन्न मूल्यों के लिए हैं तो पी और आर के हमारे संबंधित मूल्य के साथ हम इस आंकड़े से एफ का एक विशिष्ट मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस एफ मूल्य को हम अपनी गणना के लिए चुन सकते हैं तो सतह क्षेत्र UF द्वारा q के विभाजन के बराबर है यह ∆Tlm में सुधार कारक है इसलिए हमें जो सुधार कारक मिला है वह हमें सूत्र से मिला है हमारे द्वारा एफ को प्राप्त किया गया सुधार कारक पिछले चार्ट से 09776 के बराबर है जिसे आप यूएफ और एलएमटीडी के इस मूल्य के साथ भी जांच सकते हैं और फिर हम पहले ही गणना कर चुके हैं इसलिए सभी आंकड़ों का इस्तेमाल कर हमें 5133 m2 की प्राप्ति होती है तो यह गर्मी हस्तांतरण के लिए आवश्यक सतह क्षेत्र है तो यह हीट एक्सचेंजर में मौजूद ट्यूबों का सतह क्षेत्र होगा अब स्पष्ट रूप से ट्यूब व्यास ट्यूब की लंबाई ट्यूबों की संख्या के निर्णय के लिए जा सकते हैं उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाएगा ये सभी चीजें जो इस विशेष पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं हैं लेकिन वे बहुत आवश्यक चीजें हैं और हीट एक्सचेंजर डिजाइन को पूरा करने के लिए उन चीजों को पता करना होगा संभवतः किसी को उससे आगे जाना होगा शायद किसी को हीट एक्सचेंजर की यांत्रिक शक्ति को देखना होगा कि हम किस प्रकार का सेल व्यास प्रदान करते हैं आप किस प्रकार का हीट एक्सचेंजर का सिर प्रदान करने जा रहे हैं आप किस प्रकार की ट्यूब प्रदान करने जा रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि यह इस विशेष पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं है फिर आइए हम समानांतर विधि प्रभावशीलता NTU विधि देखें इस समस्या में Ct Cs से कम है इसका मतलब है ट्यूब पक्ष की गर्मी क्षमता दर जो शेल पक्ष के तरल पदार्थ की गर्मी क्षमता दर से कम है इसलिए C जो कि Cmin Cmax है वह हमें 16705866 मिलता है जो 02847 है प्रभावशीलता की परिभाषा का उपयोग करते हुए फिर हम इस तापमान मान को ज्ञात कर सकते हैं तो हम अब गणना कर सकते हैं हम जानते हैं कि कौन सी द्रव धारा का C के लिए न्यूनतम मान है और किस द्रव धारा का अधिकतम मान है इसलिए इस अवधारणा का उपयोग करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि प्रभावशीलता क्या है इस हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता 04651 है अब अगर हम अगले चरण पर जाते हैं तो हम किसी प्रकार का चार्ट देख सकते हैं इस चार्ट से हम P पैरामीटर का पता लगा सकते हैं हम NTU का पता लगा सकते हैं और हम R पैरामीटर का भी पता लगा सकते हैं तो यह कैसे है यह P यह R है R के अलग अलग मानों के लिए विशिष्ट वक्र होते हैं और फिर यह हस्तांतरण इकाई या NTU की आपकी संख्या का मूल्य है तो इसका मतलब है कि अगर चार तापमान पहले से ज्ञात हैं तो जैसा हमने पहले किया हम पी और आर की गणना कर सकते है अब हम इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं P और R मान ज्ञात हैं इसलिए अगर हम यहां आते हैं तो हम गणना कर सकते हैं कि NTU का मूल्य क्या है तो यह NTU का निर्धारण करने का एक तरीका है अन्य तरीका क्या है हम हीट एक्सचेंजर के प्रकार को जानते हैं हम पहले से ही प्रभावशीलता को जानते हैं हमने प्रभावशीलता की गणना की है और फिर हम C जानते हैं इसलिए C प्रभावशीलता और हीट एक्सचेंजर के प्रकार को जानते हुए हम NTU की गणना भी कर सकते हैं क्योंकि प्रभावशीलता और NTU जुड़े हुए हैं केवल बात यह है कि कुछ विशिष्ट हीट एक्सचेंजर के लिए हमारे पास कुछ सूत्र या बंद प्रकार के संबंध होंगे अन्यथा हमें किसी प्रकार के वक्र के लिए जाना होगा तो यह एक वक्र है जिससे हम तापमान मानों को जान सकते हैं हम एनटीयू निर्धारित कर सकते हैं यहाँ मैं कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ वहां विभिन्न प्रकार के प्रवाह की व्यवस्था है यदि हम इस प्रवाह व्यवस्था को जानते हैं तो प्रति प्रवाह कहें तो NTU और प्रभावशीलता में वे इस सह संबंध से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि मूल रूप से यह सहसंबंध NTU C और प्रभावशीलता जो कि एप्सिलॉन हैं उनके बीच है जो कि एक विशेष प्रकार के हीट एक्सचेंजर का अनुसरण करता है हमारा हीट एक्सचेंजर 1 2 टेमा ई शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर है तो इसके लिए हमें इस तरह का संबंध मिला है सौभाग्य से हमें यह संबंध मिल गया है इसलिए जब हमें एनटीयू और सी डी CD की परिभाषा मालूम है तो हम इनकी गणना कर सकते हैं तो एक बार जब हम इन मूल्यों को जानते हैं तो बाएं हाथ की मात्रा हमें मालूम है क्षमा करें दाहिना हाथ के पक्ष की मात्रा पूरी तरह से मालूम है हम बाएं हाथ की गणना कर सकते हैं कि NTU है इसलिए फिर से मैं दोहराना पसंद करता हूं मैंने यहां एनटीयू निर्धारित करने के दो तरीके दिखाए हैं एक है कि हम एक चार्ट के किसी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं वे एक अलग तरह के चार्ट हैं जिस चार्ट का मैंने उपयोग किया है वह एनटीयू की गणना करने के लिए या एनटीयू का अनुमान लगाने के लिए पी और आर ® के मूल्यों का उपयोग करता है एक ऐसा चार्ट हो सकता है जहां प्रभावशीलता और सी स्टार मान दिए गए हैं और वहां से कोई एनटीयू की गणना कर सकता है और कुछ मामलों में एक विशिष्ट हीट एक्सचेंजर के लिए कुछ सूत्र या सहसंबंध दिए जा सकते हैं सी C जानने से हम एनटीयू की गणना कर सकते हैं तो इन दोनों तरीको को दिखाया गया है और इनमें से कोई भी आप अपना सकते हैं फिर NTU यदि आप गणना करते हैं तो यह 06916 है और वह क्षेत्र जो NTU संबंध से मालूम होता है NTU इस विशेष सूत्र द्वारा क्षेत्र से संबंधित है A बराबर Cmin NTU U आप इन सभी मूल्यों को जानते हैं Cmin हम NTU के मूल्य को जानते हैं और हम समग्र गर्मी हस्तांतरण गुणांक का मूल्य जानते हैं इसलिए हमें 5133 मीटर2 मिल रहा है जो हीट एक्सचेंजर का क्षेत्र है तो आप देखते हैं कि हमने एक हीट एक्सचेंजर के लिए एफ एलएमटीडी विधि या एलएमटीडी सुधार कारक विधि का उपयोग किया है हमने आवश्यक सतह क्षेत्र की गणना की है हमने प्रभावशीलता एनटीयू पद्धति का उपयोग किया है उसके द्वारा हमने आवश्यक हीट एक्सचेंजर के सतह क्षेत्र की गणना की है हमने एक विशिष्ट हीट एक्सचेंजर का उपयोग किया है जिसके लिए एक मूल्य चार्ट से प्राप्त किया जा सकता है और प्रभावशीलता एनटीयू संबंध को हमें या तो एक सूत्र के माध्यम से या एक चार्ट के माध्यम से दिया जाना है इसलिए वहां से हम आवश्यक सतह क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं और जाहिर है दोनों ही मामलों में हमें एक ही सतह क्षेत्र मिल रहा है क्योंकि हम एक ही हीट एक्सचेंजर के लिए गणना कर रहे हैं इसलिए मुझे आशा है कि यह आपको दो तरीकों का उपयोग करके हीट एक्सचेंजर के लिए कुछ सरल विश्लेषण की गणना करने या कैसे करने के लिए कुछ विचार देगा